ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइनके बारे में चर्चा कर रहे हैं हमने एक्टिविटी डायग्राम क्या भूमिका निभाते हैं और हमने कुछ उदाहरण देखे हैं इस मॉड्यूल पर एक संक्षिप्त नज़र डालेंगे इसलिए यह एक ऐसा डायग्रामहै जिसे आप पहले पढ़ी गई बातों के संदर्भ में दोहरा सकते हैं अब यहां एक्टिविटी डायग्रामहै यहाँ एक निर्णय है यहाँ एक निर्णय है इस पर आपको अलग अलग एक्टिविटीजयहां है तब यह एक्टिविटीहोती है और एक बार जब यह पूरा हो जाता है तो टोकन बाहर चला जाता है इसलिए जब आपके पास स्वाभाविक रूप से एक के बाद एक कंट्रोल नोड होता है इस निर्णय के बाद नोड आ रहा है और इसे मुझे स्पष्ट रूप से लिखने दें तो एक फ्लोहो और वे शुरू हो जाएंगे इसी तरह जब हमारे पास एक मर्ज के आने का इंतजार करेगा इसलिए मर्ज शुरू हो जाएगी इसलिए यदि कई एज नहीं करते हैं यह निहित है यह मूल व्यवहार है ताकि A1 जब यह पूरा हो जाएगा तो यह एक टोकन उत्पन्न करेगा जो कि एज के संदर्भ में रखते हैं तो यह एक समान टोकन को विभिन्न आकारों और विभिन्न उद्देश्यों में रख सकता है इसलिए उन पर एक त्वरित नज़र डालना सबसे अच्छा है उदाहरण के लिए हम यह देख चुके हैं इसलिए यहाँ अगर आप साधारण मॉडलको घटित होते हुए देखते हैं और यह तो मूल रूप से ये ऑब्जेक्ट से गुजरना पड़ता है तो एक और अवधारणा एक पिन ऑब्जेक्ट को यहां रखा जाना है आप कहते हैं कि टोकन कैसे काम करेंगे वे बहुत समान शब्दार्थ की तरह दिखते हैं क्योंकि मैं यह जाने के बजाय मैं सिर्फ एक O1 ऑब्जेक्ट कर सकता था और इसे अगली एक्टिविटी के रूप में दिखाना आसान है

इसके अलावा पिन के लिए प्रदान करता है एक उदाहरण दिखाएंगे यहां पर केस में वितरित किया गया है तो यहाँ पर इस इस तरह की दूसरी एक्टिविटी का उपयोग ऐसे उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है तो इसके साथ ही आपके पास इनकी विविधता हो सकती है यहां एक एक्टिविटी भेजता है इसलिए जहां आप यह कह रहे हैं कि जब यह ऑब्जेक्ट एजमें एक महत्वपूर्ण अवधारणा है और इसका कई तरीकों से उपयोग किया जा सकता है यह एक कार मिलती है तो यहां आप देख सकते हैं कि यह एक केंद्रीय बफरनहीं है तो केंद्रीय बफर में अधिक शब्दार्थ जोड़ने में कर सकते हैं

फिर आपके पास उन ऑब्जेक्ट में व्यक्त किए गए हैं अतः आवश्यक नहीं कि एक्शन से संलग्न हो सकता है यह वर्णन करता है कि यह कैसे दिखाया जाएगा और इसी तरह इसलिए एक्शन उस के संदर्भ में और विवरण और निम्न स्तरीय विवरण देती है और निश्चित रूप से जब से आप संपूर्ण एक्टिविटी पर कार्रवाई की जा सकती है तो यह इसकी प्रीकंडीशन इस तरह से होता है तो यह सिर्फ एक पेय का वितरण दिखा रहा है तो डिस्पेंस है यह प्रोसेसिंग ऑर्डर करता है इसलिए यदि हम इस फ्लो उत्पन्न करता है और इनपुट पिन वास्तव में एक लागत है जिसमें दिलचस्पी है और इसलिए मैं एक्टिविटी एज है जो यहां देता है कई विस्तृत एल्गोरिदम अप्रूवल के लिए चला गया है तो यह ऑर्डर के बारे में बात करेंगे देखेंगे कि uml में अलग अलग स्थानों पर ऑब्जेक्ट के लिए एक पूर्ण शब्दार्थ परिभाषित करते हुए अपने साथ ले जा सकते हैं तो यह एक्टिविटी डायग्राम का बहुत ही प्रारंभिक रूप है मैं आपसे यह उम्मीद करूंगा कि आप इसे घर पर ही काम करेंगे यह केवल आपको रूपरेखा दिखाने के लिए है इसलिए हमारे यहां जो अलग अलग एक्टिविटीजके आधार पर मिले हैं पार्टीशन होंगी जिसका प्रदर्शन किया जाना चाहिए इसलिए यदि आप इसे इस स्विम लाइनके परिणाम तो यह केंद्रीय बफर स्टोर ऑब्जेक्ट है तो इस आधार पर कि लीवदेगा लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बीच आप इस पर काम करेंगे और lmsके साथ साथ ams के लिए एक्टिविटी डायग्राम को बनाने की कोशिश करेंगे और रुचि रखने वाले कुछ अन्य सिस्टम भी हो सकते हैं इसलिए संक्षेप में हमने एक्टिविटी डायग्राम पर एक संक्षिप्त जानकारी दी है